नमस्कार तो पिछली कक्षा में हम किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ की मदद से नोडल और मेष एनालिसिस विश्लेषण Analysis के बारे में चर्चा कर रहे थे आज हम दो और थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एसी सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis के संबंध में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम एसी सर्किट में उन थ्योरम को कैसे लागू करेंगे आइए एसी सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis के संबंध में सुपरपोजिशन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम को समझते हैं अब चूंकि एसी सर्किट भी लीनियर है तो आप उसी तरह से सुपरपोज़िशन थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं जैसे आपने डीसी सर्किट के मामले में किया था अब यहां महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल थोड़ा अलग है जैसा कि हमने एसी सर्किट के मामले में किया था क्योंकि आपके सोर्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भिन्न हो सकते हैं यदि आपके पास सर्किट में कई सोर्स जुड़े हुए हैं और उन सोर्स में एक अलग फ्रीक्वेंसी है तो समस्या भी दिलचस्प हो जाएगी और हम देखेंगे कि हम कैसे सुपरपोज़िशन थ्योरम की मदद से उन प्रकार की समस्याओं को हल करेंगे जब भी हमारे पास अलग अलग सेट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले वोल्टेज या करंट सोर्स होते हैं तो हम देखेंगे कि इनडक्टेन्स और कैपेसिटेंस द्वारा दी जाने वाली इम्पीडेन्स का मूल्य अलग अलग होगा तो जब हम सुपरपोज़िशन थ्योरम की मदद से सर्किट का एनालिसिस विश्लेषण Analysis करेंगे तो टोटल रिस्पांस Total Response कुल प्रतिक्रिया इंडिविजुअल रिस्पांस Individual Response व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को जोड़कर प्राप्त होगी जो हमें सुपरपोज़िशन थ्योरम से मिलती है और हम अंतिम परिणाम के लिए रिस्पांस Response प्रतिक्रिया को टाइम डोमेन में बदल देंगे अब यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुपरपोज़िशन थ्योरम की सहायता से जो रिस्पांस Response प्रतिक्रिया मिलता हैं उनका उल्लेख फ़ेसर के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न सोर्स की फ्रीक्वेंसी भिन्न हो सकती हैं उस स्थिति में उत्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए फ़ेसर का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो हम टाइम डोमेन का उपयोग एक मेथड Method विधि के रूप में करेंगे जिसका जवाब हम सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis के बाद अंततः प्राप्त कर सकते हैं तो अब हम AC सर्किट के तहत कुछ उदाहरणों की मदद से सुपरपोज़िशन थ्योरम को समझते हैं अब इस उदाहरण में हमें सुपरपोज़िशन थ्योरम की सहायता से का मान पता करना होगा तो करंट है जो वोल्टेज सोर्स से बह रहा है वोल्टेज सोर्स 20∠90 ° है और हमारे पास एक करंट सोर्स है जो है तो चलिए मान लेते हैं कि टोटल Total कुल करंट दो घटकों से बना है जहाँ और करंट अलग अलग वोल्टेज और करंट सोर्स के कारण है तो जब आप एक सोर्स को एक समय मान लेते हैं यदि आप एक बार में वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो आपको मिलेगा तो आप करंट सोर्स लेते हैं तब आपको मिलता है कुल होगा तो चलिए पहले वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो जब आप वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो आपका करंट सोर्स ओपन सर्किट होगा तो उस स्थिति में जिस मूल्य का हमें पता लगाना है वह है और संशोधित सर्किट को चित्र में दिखाया गया है अब वोल्टेज सोर्स 20∠90 ° है ताकि आप इसे काम्प्लेक्स रूप में j20 के रूप में आसानी से लिख सकते हैं अब आपके पास सर्किट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है जिसमें कपैसिटर 8 ohm और 8 ohm सीरीज रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है और j10 ohm इम्पीडेन्स है अब हम क्या करेंगे हम पहले इस ब्लॉक के कुल इम्पीडेन्स का पता लगाने की कोशिश करेंगे तो Z j2 और 8 j10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जब आप इसे हल करेंगे और करंट है अब आप करंट सोर्स पर विचार कर रहे हैं और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट है तो आपका संशोधित सर्किट अब चित्र में दिखाया गया है यहां आपके पास सर्किट में 5 एम्पीयर करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट है अब इस मामले में हम देखते हैं कि तीन लूप हैं तो हम क्या करेंगे हम लूप करंट का पता लगाने के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उपयोग करेंगे केवीएल को मेष 1 पर लागू करना मेष 2 के लिए मेष 3 के लिए तो आपको आगे क्या करना है आप I3 का मान मेष 1 और 2 की इक्वेशन में रखेंगे तो अब आपको दो इक्वेशन और दो अज्ञात I1 और I2 मिलते हैं आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के रूप में दर्शा सकते हैं

हम इस प्रकार डिटर्मिनेन्ट प्राप्त करते हैं अब इसे हल करने के लिए इस इक्वेशन के समाधान का उद्देश्य का मान ज्ञात करना है परंतु तो जब आप इसे सरल करते हैं करंट द्वारा दिया गया है हम को प्राप्त करते हैं अब हम एक और उदाहरण लेते हैं यह उदाहरण वास्तव में दिलचस्प होगा क्योंकि यहां हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके के मूल्य का पता लगाना होगा और यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो आपके पास तीन सोर्स होंगे और तीनों एक अलग फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं तो यह एक dc वोल्टेज सोर्स है तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी 0 है यहां आपके पास करंट सोर्स है यहां आपके पास वोल्टेज सोर्स है जहां ω 2 है तो जब आपके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले अलग अलग सोर्स होते हैं तो हम एक समय में एक सोर्स लेकर सुपरपोज़िशन थ्योरम का उपयोग करेंगे और सर्किट को हल करेंगे और अंत में हम आउटपुट को जोड़ लेंगे ताकि हम सर्किट का अंतिम आउटपुट प्राप्त करें तो इस मामले में हमें का मान ज्ञात करना होगा तो चलिए मान लेते हैं कि इंडिविजुअल वोल्टेज रिस्पांस है जहां 5 V dc सोर्स के कारण है 10 cos2t वोल्टेज सोर्स के कारण है और 2 sin5t करंट सोर्स के कारण है तो फाइनल वोल्टेज होगा अब हम एक बार में एक वोल्टेज लेते हैं सबसे पहले हम 5 V dc वोल्टेज को लेते हैं तो यह ओपन सर्किट होगा यह शॉर्ट सर्किट होगा अब आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि हम dc वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि इंडक्टर भी शॉर्ट सर्किट होगा और कपैसिटर ओपन सर्किट होगा तो उस स्थिति में आपका संशोधित सर्किट क्या होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अब केवल 1 ohm रेजिस्टेंस और 4 ohm रेजिस्टेंस बचेंगे तो 1 ohm रेजिस्टेंस आपको इस ब्लॉक से मिला है और 4 ohm इस ब्लॉक से है जहां कपैसिटर बीच में है लेकिन कपैसिटर ओपन सर्किट किया जाएगा और यह शॉर्ट सर्किट है यह शॉर्ट सर्किट है इसलिए पूरा 2 ohm रेजिस्टेंस भी शॉर्ट सर्किट होगा तो केवल 1 ohm रेजिस्टेंस और 4 ohm रेजिस्टेंस और 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स बचेंगे अब हमें क्या करना है हमें 1 ohm रेजिस्टेंस के पार वोल्टेज का पता लगाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं हम वोल्टेज डिवीजन का उपयोग कर सकते हैं तो अब दूसरा मामला यह है कि के मामले में हम 5 वोल्ट dc सोर्स और 2 sin5t करंट सोर्स को सेट करेंगे तो इसका मतलब है कि यदि आप डायग्राम देखते हैं तो यह 0 है और यह फिर से 0 है इसलिए अब यह शॉर्ट सर्किट होगा यह ओपन सर्किट होगा तो उस स्थिति में संशोधित सर्किट क्या होगा अब आपके पास 4 ohm रेजिस्टेंस कपैसिटर के पैरेलल में होगा और इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज में होगा जिसका मतलब है कि 1 ohm रेजिस्टेंस इंडक्टर के सीरीज में है तो अगला काम जो हमें करना है यदि आपको याद है नोडल और मेष एनालिसिस विश्लेषण Analysis के मामले में तो हमने चर्चा की थी कि पहले एलिमेंट्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है तो इस सर्किट का एनालिसिस विश्लेषण Analysis करने के लिए हम पहले सर्किट को फ़्रीक्वेंसी डोमेन में बदलेंगे तो अब आपका सर्किट एनालिसिस विश्लेषण Analysis के लिए तैयार है हमें 1 ohm रेजिस्टेंस में वोल्टेज का पता लगाने की आवश्यकता है अब चूंकि ये दो एलिमेंट् पैरेलल हैं इसलिए आप इन दोनों एलिमेंट् के पैरेलल कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं और आप इम्पीडेन्स का पता लगा सकते हैं तो इम्पीडेन्स Z क्या है तो इस मामले में इसलिए वोल्टेज डिवीजन द्वारा टाइम डोमेन में वोल्टेज को निम्न रूप में दर्शाया जाता है अब तीसरा करंट सोर्स है इसलिए हमें का मान ज्ञात करना होगा जब 5 V dc सोर्स और 10 cos2t वोल्टेज सोर्स जीरो हो इसका मतलब है कि वे दोनों शॉर्ट सर्किट होंगे तो आपका संशोधित सर्किट उस तरह दिखाई देगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है जहां करंट सोर्स अब इंडक्टर के पैरेलल में है फिर हमारे पास 1 ohm रेजिस्टेंस है जो माइनस j 2 कपैसिटर इम्पीडेन्स और 4 ohm रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में है अब पहला काम यह है कि फिर से हमें इसे फ़्रीक्वेंसी डोमेन में बदलना होगा इसलिए हम इसे फ़्रीक्वेंसी डोमेन में बदल देंगे फिर हमें जो पता लगाना है वह 1 ohm रेजिस्टेंस के पार वोल्टेज है जिसे हमें पता लगाना है तो पहले हमें क्या करना है तो पहले हमें इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को सरल बनाना होगा

अब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन Transformation परिवर्तन के बारे में बात करते हैं अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन Transformation परिवर्तन के मामले में फ्रीक्वेंसी डोमेन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन Transformation परिवर्तन में एक वोल्टेज सोर्स इम्पीडेन्स के साथ सीरीज में को करंट सोर्स इम्पीडेन्स के साथ पैरेलल में या इसके विपरीत समानांतर में बदलना शामिल है जिसका अर्थ है कि यदि आपके पास करंट सोर्स पैरेलल में इम्पीडेन्स के साथ है तो उसे वोल्टेज सोर्स इम्पीडेन्स के साथ सीरीज में परिवर्तित किया जा सकता है हम इसे कैसे व्यक्त करेंगे हम इसे के रूप में व्यक्त करेंगे तो यह वोल्टेज सोर्स है जो इम्पीडेन्स के साथ सीरीज में है तो और फिर इम्पीडेन्स के साथ पैरेलल में तो आप वोल्टेज सोर्स जिसके साथ सीरीज में इम्पीडेन्स है उसे एक करंट सोर्स पैरेलल में इम्पीडेन्स के साथ बदल सकते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है तो हम सर्किट को हल करने के लिए इस अवधारणा का उपयोग करेंगे हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके का मान ज्ञात करना होगा तो इस मामले में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे आप देखते हैं कि आपके पास वोल्टेज सोर्स 20∠ 90 ° के साथ 5 ohm सीरीज में जुड़ा हुआ है तो यह विशेष ब्लॉक आप रेजिस्टेंस के साथ करंट सोर्स में परिवर्तित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं इसे करंट सोर्स में रूपांतरित किया जा सकता है यह करंट सोर्स 5 ohm रेजिस्टेंस के पैरेलल होगा अब यदि आप देखते हैं कि सर्किट ये दोनों हिस्से पैरेलल में हैं तो आप फिर इसे सरल बना सकते हैं 5 और 3 j4 के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सरल बनाया जाएगा तो यदि आप देखते हैं कि इक्विवैलेन्ट इम्पीडेन्स Z1 पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो आप फिर से कह सकते हैं कि करंट सोर्स इम्पीडेन्स के पैरेलल में है तो आप इसे इम्पीडेन्स के साथ सीरीज में वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं तो उस स्थिति में वोल्टेज सोर्स का मूल्य क्या होगा वोल्टेज सोर्स का मान होगा • वोल्टेज डिवीज़न के द्वारा अब आप कह सकते हैं कि सर्किट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग से आप नेटवर्क को सरल बना सकते हैं और का मूल्य बहुत आसानी से पा सकते हैं तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को समाप्त कर सकते हैं जिसमें हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में भी चर्चा की अगले सत्र में हम दो और महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा हम dc सर्किट के मामले में करते हैं जो थेवेनिन और नॉर्टन की थ्योरम हैं जब हम एनालिसिस विश्लेषण Analysis के लिए एसी सर्किट पर विचार करेंगे तो हम चर्चा करेंगे